नमस्कार सिक्योर सिस्टम इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम के इस प्रदर्शन में स्वागत है हम एक और प्रदर्शन को देख रहे हैं कि कैसे हीप काम करता है हम एक छोटा प्रोग्राम लेंगे जिसे आप वास्तव में अपने वर्चुअलबॉक्स से इस प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं और इस प्रोग्राम को अपने वर्चुअलबॉक्स से विशेषत चला सकते हैं कार्यक्रम को t1c कहा जाता है और यह एक बहुत छोटा कार्यक्रम है यह क्या करता है कि हम दो बिंदुओं को परिभाषित करते हैं x और y दोनों कैरेक्टर पॉइंटरस हैं हम पहले x के लिए 15 बाइट मॉलॉक करते हैं और फिर हम x को मुक्त करते हैं फिर बाद में हम y के लिए मॉलॉक 13 बाइट्स करते हैं और फिर हम y को मुक्त करते हैं यह एक बहुत ही सरल कार्यक्रम है और हम देखते हैं कि यह वास्तव में कैसे निष्पादित होता है तो जो हम वास्तव में इन दो प्रिंटफ स्टेटमेंट में प्रिंट कर रहे हैं वह x और y का एड्रेस है जैसा कि पहले हम साफ करेंगे और इसे बनाएंगे और प्रोग्राम को चलाएंगे और जो आप यहां पर आश्चर्यजनक रूप से देख रहे हैं वह यह है कि x और y दोनों को एक ही एड्रेस मिलता है तो इसका मतलब यह है कि x से संबंधित डेटा को y के द्वारा भी पाया जा सकता है और इसके विपरीत y से संबंधित डेटा को x के द्वारा भी पाया जा सकता है इसका कारण यह है कि x और y को एक ही पता मिलता है और आंतरिक रूप से पीटीमेलाक सूची में डेटा के सभी मुक्त विखंडनों का प्रबंधन करता है इसलिए जब 15 बाइट्स के मेलाक x होते हैं तो हमारे पास हीप का डेटा होता है जो कि x के अनुरूप होता है जब x मुक्त हो जाता है तो इस मेलॉक चंक को एक लिंक्ड लिस्ट का हिस्सा मिल जाता है चूँकि यह पहला मॉलोक है जो कार्यक्रम में किया जाता है इसलिए इस विशेष समय में लिस्ट में केवल एक ही हिस्सा है जो उपलब्ध है और वह हिस्सा x है अब जब मॉलॉक को फिर से आमंत्रित किया जाता है तो पीटीमेलाक पहले इन मुफ्त सूची में देखेगा और पहचान करेगा कि क्या कोई चंक है जो इस विशेष अनुरोध को संतुष्ट कर सकता है अब इस विशेष मामले में हमारे पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट में हमारे पास एक चंक है जो कि मुक्त किए गए x चंक के अनुरूप मौजूद है और इसलिए यह चंक को y को आवंटित किया जाता है इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि y और x मेमोरी का समान हिस्सा प्राप्त करेंगे और इसलिए एक ही पता होगा और यही कारण है कि x और y का एक ही पता होगा अब पाठ्यक्रम का परिणाम उन मॉलोक के आकार के आधार पर अलग अलग होगा जो अनुरोध किए गए थे अब इस विशेष मामले में 15 और 13 अपेक्षाकृत करीब हैं इसलिए वे एक ही फ्री लिस्ट में आते हैं यदि उदाहरण के लिए हमने कुछ ऐसा आवंटित किया है जो बहुत बड़ा है तो आइए हम इस तरह के 32 बाइट्स कहेंगे तो मेमोरी मैलोक का उपयोग नहीं कर पाएंगे और मेमोरी के फ्री चंक का पुन उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे जो सिर्फ x से मुक्त किया गया था और देखना होगा कुछ बड़ा आवंटित करें और इसलिए यदि हमारे पास 15 हैं तो 32 का पालन किया जाता है जो कि x और y के मॉलोक द्वारा अनुरोध किया गया था का अलग अलग हिस्सा मिलेगा तो हम इसे कुछ इस तरह से फिर से सत्यापित कर सकते हैं और जो हम यहां देख रहे हैं वह यह है कि x और y अलग अलग पते के हैं जिसका अर्थ है कि उन्हें मेमोरी के विभिन्न हिस्सों में आवंटित किया गया है इसी तरह अगर हम एक तीसरे पॉइंटर को परिभाषित करते हैं और उसे आवंटित करते हैं और अनुरोध करते हैं कि हमें फिर से 15 बाइट्स रहने दें तो हम देखेंगे कि x और z को मेमोरी का एक ही हिस्सा मिलेगा और इसका एक ही पता होगा जबकि y एक अलग होगा पता तो हम इसे सिर्फ इस तरह से चला सकते हैं इसलिए यह वास्तव में वही होना चाहिए जो हम देखते हैं कि x है और z को एक ही पता मिला है क्योंकि उन्हें z आवंटित किया गया है क्योंकि उन्हें चंक आवंटित किया गया है जिसे x द्वारा मुक्त किया गया था क्योंकि x के लिए सबसे अच्छा फिट है जबकि y अभी भी एक चंक है जो x से अलग था धन्यवाद